सेटिंग अप नोडल एनालिसिस एक्वेशन्स तो मैं सर्किट को फिर से तैयार करता हूं मैंने संदर्भ नोड के संबंध में V1 V2 और V3 को परिभाषित किया था जो कि यह है तो अब मुझे I 1 1 I 1 2 I 1 लिखना है I11 I12 I1 और ये नोड 1 से बहने वाला करंट हैं यह नोड 1 है यह नोड 2 है यह नोड 3 है और यह स्वतंत्र करंट है जिसे नोड 1 में धकेला जाता है अब क्या है I11 I11 V1 R 11 के अलावा कुछ नहीं है तो I11 V1 R11 है जो V1 G 11 है इसलिए मुझे V1 × G11 लिखना है I12 इस रेसिस्टर के पार वोल्टेज के अलावा और कुछ नहीं है अगर मैं इस रेसिस्टर के पार वोल्टेज को V12 कहता हूं तो यह V12 R12 होगा लेकिन मैं नोड वोल्टेज को V1 V2 V3 के रूप में चुनूंगा संदर्भ नोड के संबंध में मेरे प्राथमिक चर के रूप में और मैं उन चरों के संदर्भ में सब कुछ लिखूंगा तो V12 जो कि इस पार वोल्टेज है संदर्भ नोड के संबंध में V1 के अलावा कुछ भी नहीं है V2 संदर्भ नोड के संबंध में यह किरचॉफ के वोल्टेज कानून Kirchoffs voltage law से स्पष्ट है तो यह V1 V2 R12 है जो V1 V2 × G12 है तो मेरे पास V1 G11 V1 V2 × G12 है और पूरी चीज स्वतंत्र करंट स्रोत नोड 1 में बह रहा है और वह मूल रूप से I1 है इसलिए यह नोड 1 के लिए मेरा समीकरण है यह नोड 1 पर KCL है तो समीकरण किरचॉफ के करंट कानून Kirchoffs current law का प्रतिनिधित्व करता है और समीकरणों में अलग अलग शब्दों को तत्व का उपयोग करके लिखा गया है एक रेसिस्टर के इस मामले में संबंध जब मैं यहां करंट को V1 × G11 लिखता हूं तो मैंने पहले से ही तत्व संबंध का उपयोग किया है और इसी तरह जब मैं R12 के पार वोल्टेज को V1 V2 होने के लिए लिखता हूं तो मैंने केवीएल का उपयोग किया है और V1 V2 × G12 R12 में प्रवाहित होने वाला करंट है मुझे यह VI संबंध के कारण पता है रेसिस्टर का तो इस तरह मैंने समीकरणों को निर्धारित किया अब हम अन्य दो नोड्स के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुझे इसे नोड 2 के लिए करने दें तो फिर से मेरा सम्मेलन हमेशा नोड 2 से बहने वाले करंट को ठीक करना है इसलिए मुझे R12 R22 और R33 में करंट का योग लेना होगा यह दिशा नोड से 0 हो जाती है क्योंकि इस नोड्स से जुड़ा कोई स्वतंत्र करंट स्रोत नहीं है हमारे पास केवल रेसिस्टर है तो R12 के माध्यम से इस दिशा में दाएँ से बाएँ बहने वाला करंट क्या होगी V2 V1 R12 V2 V1 R12 जो निश्चित रूप से V2 V1 × है G12 नोडल विश्लेषण के लिए समीकरणों को लिखते समय रेसिस्टर के बजाय यह बहुत अधिक सुविधाजनक उपयोग किया जाने वाला चालन है जो कि मैं उपयोग करने जा रहा हूं और परिभाषा1 G12 है 1 R12 G11 है 1 R11 और इसी तरह R22 के माध्यम से करंट V2 × G22 के अलावा कुछ भी नहीं है क्योंकि V2 R22 में दिखाई देता है और अंत में R23 के माध्यम से करंट V2 V3 × G23 है तो हम फिर से नोड 2 से बहने वाला करंट को देख रहे हैं कृपया करंट की दिशा से सावधान रहें यह हमेशा विशेष नोड से दूर प्रवाहित होती है स्वतंत्र करंट स्रोत को उस नोड में भर देना किया जा रहा है स्वतंत्र करंट स्रोत को नोड 2 में भर दिया जा रहा है तो इन सभी का योग सिर्फ 0 है और अंत में नोड 3 के लिए हमें इन 2 करंट को R23 में प्रवाहित करने वाले करंट को R33 में प्रवाहित करने वाले उन दोनों का योग I2 इस दिशा में बहने वाला करंट R23 होगी V3 V2 × G23 R33 में बहने वाला करंट केवल V3 × G33 है और यह स्वतंत्र करंट नोड 3 में प्रवाहित होता है जो कि I3 है अब मैं इन्हें एक अच्छे रूप में पुनर्व्यवस्थित करूंगा मैं क्या करूंगा कि मैं एक विशेष वोल्टेज वाले शब्दों को एकत्र करूंगा जो कि V1 है मैं V युक्त सभी शर्तों को एकत्र करता हूं 1 इस मामले में मेरे पास V1 × G11 और V1 × G12 है तो मैं V1 × G11 G12 लिखूंगा और मैं V2 वाले शब्दों को लूंगा इस मामले में उनमें से केवल 1 है तो मेरे पास V2 × G12 है और मेरे पास V3 को शामिल करने वाला कोई भी शब्द नहीं है ये करंट V1 × G11 G12 V2 × G12 I1 और इसी तरह मैं V1 वाले शब्दों को इकट्ठा करता हूं मेरे पास दूसरे समीकरण में इसका केवल एक है V1 × G12 और V2 वाले पद 3 V2 × G12 V2 × G22 और V2 × G2 हैं अंत में V3 वाले पद और उनमें से केवल एक ही मेरे पास है V3 × G23 यह पूरी बात शून्य और अंत में पिछले एक के लिए मैं वही करूँगा जिसमें V1 V2 × G23 V3 × G23 G33 के साथ कोई शब्द नहीं हैं यह I3 मेरे पास 3 समीकरण हैं और मेरे पास 3 चर हैं V1 V2 और V3 के लिए हल करने के लिए और इससे मैं आसानी से पता लगा सकता हूं कि बाकी सर्किट में क्या होता है तो इसने तीन समीकरणों का सेट तैयार किया और N नोड सर्किट N 1 समीकरण के लिए इन्हें नोडल विश्लेषण समीकरण के रूप में जाना जाता है तो इस विशेष सर्किट I1 के लिए R11 R12 R22 R23 R33 और मुझे मेरे समीकरण मिल गए हैं जो इन नोड वोल्टेज V1 V2 V के संदर्भ में हैं 3 संदर्भ नोड के संबंध में तो मेरे पास नोड 1 पर क्या था मेरे पास V1 × G11 G12 V2 × G12 I1 नोड 2 पर था V1 G12 V2 × G12 G22 G23 V3 × G23 शून्य और अंत में नोड 3 पर मेरे पास था V2 × G23 V3 × G23 G33 I3 और यह आमतौर पर एक मैट्रिक्स रूप में लिखा जाता है सुविधा के लिए और मैट्रिक्स की एक अच्छी संरचना है जिसे एक बार जब आप पहचान लेते हैं तो आप बिना टर्म टर्म के तुरंत नीचे रख पाएंगे जैसा कि मैंने इस विशेष उदाहरण में किया था तो मैं क्या करता हूं कि मैं रैखिक समीकरणों के इस सेट को लिखता हूं यह मैट्रिक्स G11 G12 G120 G12 G12 G22 G23 G23 के रूप में रैखिक समीकरणों के किसी भी सेट के लिए किया जा सकता है और अंत में G23 G23 G33 यह एक मैट्रिक्स × वेरिएबल्स का वेक्टर है V1 V2 V3 और यह स्वतंत्रता स्रोतों के वेक्टर के बराबर होगा I1 शून्य और I3 इसमें कुछ भी नया नहीं है मैंने इन समीकरणों को मैट्रिक्स के रूप में 3 चरों में समीकरणों के सेट को लिखने के लिए किया है तो मेरे पास एक 33 मैट्रिक्स × एक चर वेक्टर स्वतंत्र स्रोत वेक्टर है स्पष्ट रूप से पहली पंक्ति पहले समीकरण G11 G12 × V1 से मेल खाती है जो कि हमारे यहां है G12 × V2 जो कि हमारे पास है I1 जो कि हमारे पास है इसलिए मैं टर्म टर्म जा सकता हूं और प्रत्येक समीकरण की पहचान कर सकता हूं तो पहली पंक्ति नोड 1 से दूसरी पंक्ति नोड 2 से मेल खाती है और तीसरी एक नोड 3 से मेल खाती है तो नोडल विश्लेषण समीकरण जो मूल रूप से रेसिस्टर में एक विशेष नोड्स से बहने वाले करंट के रूप में लिखे जाते हैं स्वतंत्र वर्तमान स्रोत उस नोड में भर दिया जा रहा है जिसे मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में डाल दिया है तो ये नोडल विश्लेषण समीकरण हैं और मेरे पास 33 चालन मैट्रिक्स है और सामान्य तौर पर एक n नोड सर्किट में यह n 1 × n 1 चालन मैट्रिक्स होगा अब मैं निरूपित करूंगा कि इस तरह मैं वर्ग कोष्ठकों को केवल यह दिखाने के लिए रखूंगा कि यह एक मैट्रिक्स है और यह क्या है यह चर का वेक्टर है और इस मामले में इसका आकार है यह तीन है अब यह 3 × है 1 मैट्रिक्स या सामान्य तौर पर यह n 1 × 1 होगा तो मूल रूप से वेक्टर में संदर्भ नोड्स के संबंध में सभी नोड वोल्टेज होते हैं और उनमें से n 1 होगा और अंत में दाईं ओर की प्रविष्टि यह स्रोतों के वेक्टर से मेल खाती है यह स्रोतों के वेक्टर से मेल खाती है तो मेरे पास चालन मैट्रिक्स G × वोल्टेज का वेक्टर V है जो स्वतंत्र स्रोतों के वेक्टर के बराबर है I तो यह यह है और यह वह है इसलिए यह हमें एक कॉम्पैक्ट नोटेशन देता है तो यह एक x y की तरह है और x के लिए हल करने के लिए आप x y a करते हैं जब a केवल एक संख्या है और एक अदिश कब है लेकिन ठीक यही बात यहां भी लागू होगी तो वेक्टर V के लिए हल करने के लिए आपको G 1 × I करना है तो यह नोडल विश्लेषण समीकरणों का समाधान है तो आप पहले नोडल विश्लेषण समीकरण स्थापित कर रहे हैं मैं संरचनात्मक चालन मैट्रिक्स को इंगित करूंगा एक बार जब आप इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको पहले समीकरणों को लिखने और फिर इसे मैट्रिक्स रूप में रखने की आवश्यकता नहीं होती है आप इसे तुरंत मैट्रिक्स रूप में रख सकते हैं मैट्रिक्स समीकरणों को आमतौर पर 22 या छोटे मैट्रिक्स के लिए हल किया जा सकता है 3 3 आप इसे हाथ से कर सकते हैं अन्यथा आप कंप्यूटर का सहारा लेते हैं तो चालन मैट्रिक्स को नीचे रखने का एक व्यवस्थित तरीका होगा और इसलिए एक बड़े सर्किट को हल करने का एक व्यवस्थित तरीका होगा